नमस्कार मित्रों कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम एक नया विषय लेने जा रहे हैं जिसका नाम है टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन या डॉकिंग जिस नाम से यह ज्यादा प्रचलित है तो अभी तक हमने संरचना पर आधारित ड्रग डिजाइन को देखा जिसका मतलब है हमने लाइगैंड की तीनों आयाम वाली संरचना को देखा हमने लाइगैंड के भौतिक और रासायनिक गुणों को देखा हमने लाइगैंड के फार्मकोफोर विशेषताओं को देखा हमने संरचनात्मक क्रियाओं के संबंध बनाए तो हमें उस टारगेट का का जरा भी आभास नहीं था जहां यह खास ड्रग जाकर जुड़ने वाली है यह कोई प्रोटीन भी हो सकता था या कोई एंजाइम या यह एक आयन चैनल भी हो सकता था तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था तो हमारा ध्यान सिर्फ ड्रग के केमइनफॉर्मेटिक्स गुणों की तरफ था आइए देखते हैं कि कैसे यह ड्रग एंजाइम या प्रोटीन पर जाकर उसके साथ प्रतिक्रिया करती है और प्रोटीन या एंजाइम को निष्क्रिय बनाती है तो यह प्रोटीन उस खास बीमारी की प्रक्रिया के पाथवे का हिस्सा हो सकती है तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे उस खास बीमारी के काम करने की प्रक्रिया पता होनी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि वह कौन से एंजाइम हैं जो कि इस खास बीमारी की प्रक्रिया में शामिल है और किन एंजाइम को मैं लक्ष्य की तरह लेने वाला हूं तो मुझे इसके बारे में और जानना होगा यदि आप 15 या 20 साल पहले देखें तो टारगेट प्रोटीन या उसकी प्रक्रिया या इस प्रकार की ज्यादा समझ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि हमारे एनालिटिकल टूल ज्यादा अच्छे नहीं थे तो अधिकतर ड्रग अपनी एक्टिविटी के आधार पर खोजी गई उदाहरण के तौर पर यदि आप सल्फा ड्रग को देखें आप पेनिसिलिन को देखें यह बैक्टीरिया के ऊपर प्रयोग करके देखी गई अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वे काफी कारगर साबित हुई इसका मतलब वह बैक्टीरिया को मारने में सक्षम थी इसलिए यह ड्रग्स या दवाएं बाजार में आई लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि यह कैसे काम करती हैं लेकिन बाद में काफी शोध हुआ यह जानने के लिए कि यह ड्रग कैसे काम करती हैं उनके काम की प्रतिक्रिया समझ में आई तो पिछले 15 सालों में एनालिटिकल टूल्स में तरक्की होने से कंप्यूटेशनल टूल्स में तरक्की होने से यह जानने की बहुत संभावनाएं बनी की कैसे ड्रग काम करती है और कौन से ऐसे लक्ष्य है जिनके द्वारा ड्रग अपना काम करती है यानी कौन से प्रोटीन गलत होते हैं या रुक जाते हैं इस ड्रग की वजह से तो कोई भी यह करने में सक्षम हो गया टारगेट को देखकर कोई भी बहुत प्रभावशाली और दक्षता से ऐसी ड्रग बना सकता है जो कि एक खास लक्ष्य को चुनने के योग्य हो इसका मतलब वह जाकर किसी अन्य लक्ष्य के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप ड्रग के दुष्प्रभाव के प्रोफाइल को कम कर रहे हैं तो यह जाकर अपने लक्ष्य से बहुत ही प्रभावी ढंग से जुड़ सकती हैं और बीमारी की क्रिया को रोक सकती हैं तो टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन एक खास एंजाइम की संरचना एंजाइम की एक्टिव साइट को देखती हैं और ऐसे मॉलिक्यूल बनाती हैं जो कि जाकर बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही चयनित तरीके से जुड़ती हैं और दूसरे एंजाइम या प्रोटीन पर जाकर नहीं जुड़ती है इस प्रकार यह बहुत ही चयन शील या सिलेक्टिव बन सकती हैं साथ ही साथ बेहतर प्रभाव दिखा सकती हैं तो यह है जो कहलाता है टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन इसका मतलब मुझे उनकी प्रक्रिया के बारे में काफी ज्यादा जानकारी लेनी होगी मुझे टारगेट प्रोटीन या एंजाइम जिनको मैं लक्षित करना चाहता हूं उनकी तीन आयामी संरचना के बारे में जानकारी लेनी होगी मुझे एंजाइम की एक्टिव साइट के बारे में जानना होगा और जैसा मैंने कहा पिछले 15 से 20 सालों में प्रोटियोमिक्स मास स्पेक्ट्रोमीट्री एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी एनएमआर कंप्यूटेशनल टूल्स प्रोटीन पुरीफिकेशन सेपरेशन में काफी तरक्की हुई है जैसे 2D जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस तो यह सारे एक साथ होने वाले कंप्यूटेशनल और प्रयोगात्मक टूल में विकास होने से टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन की तरफ जाने में काफी सहायता मिली है और जैसा आप आजकल देखते हैं एफडीए यानी यूएस का फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यह अपेक्षा करता है कि सभी फार्मा की कंपनियां जब वे नए केमिकल एंटिटी के लिए फाइल करते हैं तो वह काम करने की प्रक्रिया साथ ही साथ लक्षित प्रोटीन जिस पर ड्रग काम कर रही है उसकी सारी जानकारी दें वे उस पदार्थ या कंपाउंड के प्रभाव से ही सिर्फ खुश नहीं है बल्कि वे जानना चाहते हैं की खास तौर पर यह कंपाउंड कहां जाता है और कहां जुड़ता है किस एंजाइम पर बाधा डालता है और असल में इसी प्रकार की जानकारी तो उदाहरण के तौर पर आइए इस विशेष चित्र को देखें जो कि इस रिफरेंस से लिया गया है यह इन्फ्लेमेटरी पाथवे से संबंधित है यह एराकीडोनिक एसिड पाथवे कहलाता है एराकीडोनिक एसिड पाथवे इन्फ्लेमेशन तो यहां पर एक सेल मेंब्रेन है फास्फोलिपिड जो बनाए गए हैं यहां पर एक फास्फोलिपिडएस एंजाइम है जो कि इनको एराकीडोनिक एसिड में बदलता है तो यह एक इन्फ्लेमेशन की जगह है एक बार AA मिल जाता है वहां कुछ एंजाइम्स है जैसे साइक्लोऑक्सीजनएस 1 साइक्लोऑक्सीजनएस 2 जो कि एराकीडोनिक एसिड को पीजीएच 2 में बदलते हैं यानी पीजीएच2 यहां माफ कीजिएगा जैसे पीजीएच2 यहां और इस प्रकार पीजीएच2 यहां और इस पीजीएच2 पर बहुत सारे एंजाइम की प्रतिक्रिया होती है प्रोस्टाग्लैंडइन इ सिंथेस जो कि यह एक जो पीजीएच2 को पीजीइ2 में बदलता है तो इस प्रकार इन्फ्लेमेशन बढ़ता है इन्फ्लेमेशन वैसोडाईलेशन और इसी प्रकार यह पीजीइ2 जाकर ईपी रिसेप्टर से जुड़ता है फिर यहां एक पीजीडीएस एंजाइम होता है जो कि इसको PGD2 में बदलता है फिर एक पीजीएफएस एंजाइम होता है जोकि इसको पीजीएफ में बदलता है और फिर थ्रंबोजैन है फिर यह पीजीआईएस एंजाइम है जो PGI2 में बदलता है इस प्रकार पीजीएच2 कई सारे एंजाइम के माध्यम से अलग अलग पदार्थ या प्रोडक्ट में बदला जाता है साथ ही साथ हमारे पास दूसरा एंजाइम है जो कि लीपाक्सीजीनेस कहलाता है लीपाक्सीजीनेस जो कि एराकीडोनिक एसिड को 5HETE में बदलता है जोकि ब्रानकियोस्पासम वैसोकंस्ट्रीक्शन में मिलता है तो आपके पास एराकीडोनिक एसिड पाथवे के बहुत सारे एंजाइम्स हैं बहुत सारे एंजाइम जोकि एराकीडोनिक एसिड पाथवे के हैं इन्फ्लेमेशन वैसोकंस्ट्रीक्शन और वैसोडाईलेशन और इसी प्रकार में शामिल हैं तो यदि आप प्रारंभिक इन्फ्लेमेटरी ड्रग को देखें एस्प्रिन एक काफी अच्छी दवा है जोकि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहलाती है क्योंकि मूल रूप से स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन के लिए दिए जाते हैं खास तौर पर यह वाले स्टेरॉइड्स और इस प्रकार एस्प्रिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग तो यह जाती है और इस प्रकार के कई एंजाइम cox1 और cox 2 पर क्रिया करती है इस प्रकार यह किसी एक के लिए चयनित नहीं है फिर एक चयनित cox 2 इन्हेबिटर आई मैं बात कर रहा हूं यहां जैसे Bextra Vioxx सेलीकॉक्सिब जोकि जाएंगे और सिर्फ इसी खास एंजाइम cox 2 पर क्रिया करेंगे लेकिन दूसरे किसी एंजाइम पर नहीं और फिर कुछ और ड्रग्स है जो कि इसको लक्ष्य कर सकती हैं और फिर कुछ ड्रग्स है जो इसको टारगेट करेंगी तो यदि आप एक क्रिया विधि पाथवे जैसे इंफॉर्मेशन को ले तो कोई अलग अलग एंजाइम को लक्ष्य करके अलग परिणाम पा सकता है कोई सिर्फ अकेले इस एंजाइम को लक्ष्य कर सकता है कोई सिर्फ इस एंजाइम को अकेले लक्ष्य कर सकता है या इस एंजाइम और इस एंजाइम के मिश्रण को यह निर्भर करता है कि क्या परिणाम चाहिए तो फिर टारगेट आधारित ड्रग डिजाइन सामने आती है तो मुझे कुछ जानना होगा टारगेट प्रोटीन के बारे में प्रोटीन के आकार के बारे में प्रोटीन की एक्टिव साइट के बारे में और वास्तव में इसी प्रकार की जानकारी यहां पर टारगेट आधारित ड्रग डिजाइन सामने आती है तो इसका मतलब है मुझे टारगेट के बारे में जानना होगा इस प्रक्रिया के बारे में जानना होगा इस टारगेट को विस्तार से जानना होगा उसका आकार प्रकार प्रोटीन जो 3D कन्फर्मेशन लेता है यह सारी बातें मुझे जानी होंगी जोकि बहुत बहुत जरूरी है और दूसरी महत्वपूर्ण रोचक बात यह है कि आप इस एंजाइम cox 2 के लिए ड्रग खोज रहे होंगे कुछ कंपनी होंगी जोकि लीपाक्सीजीनेस के लिए ड्रग्स का आविष्कार कर रही होंगी कुछ कंपनी साइक्लोऑक्सीजनएस 2 और लीपाक्सीजीनेस को लक्ष्य करने की कोशिश कर रही होंगी और वास्तव में इसी प्रकार तो एक ही इन्फ्लेमेशन के लिए हो सकता है कई कंपनियां होंगी जो कि अलग अलग एंजाइम के लिए काम कर रही हो तो मुझे प्रोटीन या एंजाइम या जो भी टारगेट या लक्ष्य है उसको जानने की आवश्यकता है मुझे उसे जानना होगा वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तो यह प्राथमिक संरचना तो प्रोटीन में चार अलग संरचना होती हैं प्राथमिक या प्राइमरी द्वितीय या सेकेंडरी तृतीय या टर्शीयरी और चतुर्थ या क्वार्टरनरी प्राथमिक संरचना होती है पॉलिपेप्टाइड श्रंखला में 20 अमीनो एसिड की कड़ी का क्रम यह आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या है C डबल बॉन्ड O N ठीक तो वह पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि वास्तव में बनता है क्योंकि आपके पास एसिड है और वहां NH2 है तो यह एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं द्वितीय या सेकेंडरी संरचना यह बहुत सामान्य लोकल सब स्ट्रक्चर है वास्तविक पॉलिपेप्टाइड आधार के ऊपर जोकि इस आधार पर कौनसट्रेंस या प्रतिबंध आने की वजह से बनते हैं क्योंकि संभव नहीं कि यह आधार हर प्रकार की संरचना बना सके तो दो खास प्रकार हमारे पास होते हैं जोकि हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड या बीटा शीट्स जो कि आप इन्हें कह सकते हैं अल्फा हेलिक्स या बीटा स्ट्रैंड या बीटा शीट्स फिर हमारे पास तृतीय या टर्शीयरी संरचना है यह इस मोनोमेरिक प्रोटीन की वास्तविक 3डी संरचना है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स संगठित गोलाकार संरचनाओं में घूमे हुए होते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से यह एक बहुत संगठित संरचना बनाता है यह फोल्डिंग या घुमाओ अनिश्चित हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से होते हैं तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है जो कि सामान्यतः अंदर दबे होते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अंदर दबे हुए होते हैं क्योंकि जैसा आप जानते हैं प्रोटीन सामान्यतः पानी में पाया जाता है सामान्यतः हमारे पास प्रोटीन के हाइड्रोफिलिक भाग बाहर की तरफ होते हैं और हाइड्रोफोबिक हिस्से हमेशा अंदर दबे होते हैं फिर हमारे पास दूसरे टर्शीयरी इंटरेक्शन जो बनते हैं होते हैं साल्ट ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड और डाईसल्फाइड बॉन्ड यह सब बनते हैं इस वजह से प्रोटीन एक थ्री डाइमेंशनल संगठित गोलाकार संरचना लेता है तो हमारे पास प्राथमिक संरचना है जब आप कहते हैं यह सिर्फ 20 अमीनो एसिड की पॉलिपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई श्रंखला है लेकिन जब आपके पास द्वितीय या सेकेंडरी संरचना है यह सामान्य लोकल सब स्ट्रक्चर है क्योंकि पॉलिपेप्टाइड बॉन्ड्स कुछ प्रतिबंध लगाते हैं इस आधार पर तो यह बनाता है अल्फा हेलिक्स या बीटा स्ट्रैंड या बीटा शीट्स फिर आप के पास तृतीय या टर्शीयरी है जो कि अनिश्चित हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से है जो कि अंदर दबे होते हैं और अन्य इंटरेक्शन जैसे साल्ट ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्डस और डाईसल्फाइड बॉन्डस यह सब बनते हैं फिर हमारे पास चतुर्थ या क्वार्टरनरी संरचना है हमारे पास दो या अधिक इस प्रकार की एकल आपस में संयुक्त तृतीय संरचना हो सकती है जो बनती हैं क्योंकि संयुक्त रूप से ही यह काम करना शुरू करते हैं तो उदाहरण के तौर पर हीमोग्लोबिन एक प्रकार का टेट्रामर है यदि आप 5 लीपाक्सीजीनेस को लें जिसे मैंने आपको दिखाया था जो ब्रोंकोकंसट्रिक्शन में शामिल है और जो किएराकीडोनिक एसिड को सबस्ट्रेट की तरह लेता है एक डाईमेरिक है तो क्वार्टरनरी संरचना दो या अधिक एकल पॉलिपेप्टाइड का समूह है यानी दो या अधिक टर्शीयरी संरचनाएं जो कि वास्तव में आपस में जुड़ी हैं तो यह उसी प्रकार व्यवहार करती हैं तो प्रोटीन के पास चार अलग स्तर या मैं कहूं संरचनाएं होती हैं 5 LOX एक डाइमर है यह इन दोनों रिफरेंस से लिया गया तो यह एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है यदि आप इसे देखें यह कुछ अमीनो एसिड जैसे एलएनीन वएलीन आइसोलियोसीन मैथ्यूनींन टिप्टोफैन यह नॉनपोलर हाइड्रोफोबिक यह सभी हाइड्रोफोबिक है तो सामान्यतः यह जलयुक्त माध्यम में अंदर दबे हुए होंगे आपके पास अधिकतर हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड ऑक्साइड ही होंगे यह पोलर बिना चार्ज वाले हैं सिस्टीन ग्लाइसिन सेरीन टायरोसिन ग्लूटामाइन उस पोलर बिना चार्ज वाले को देखें क्योंकि चार्ज यहां प्रभावहीन हो जाता है जैसा आप देख सकते हैं पोलर चार्ज एस्पारटिक एसिड तो आप देख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड लाइसीन आरजीनीन हिस्ट्रीडीन तो हमारे पास पोलर चार्ज वाले हैं हमारे पास पोलर बिना चार्ज वाले हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है तो प्रोटीन इस प्रकार के समूहों में विभाजित की जा सकती है तो अधिकतर यदि आपके पास प्रोटीन 3 थ्री डाइमेंशनल संरचना है तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप अंदर दबे होंगे तो पोलर बिना चार्ज के और पोलर चार्ज वाले बाहर प्रक्षेपित होंगे तो यह दिलचस्प तस्वीर इन दो रिफरेंस से ली गई है तो फिर से अमीनो एसिड यह वेन चित्र है जो कि दिखा रहा है कि कैसे प्रोटीन समूहित किए गए हैं हम इसे कहते हैं एलिफेटिक प्रोटीन बीटा ब्रांच एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक पोलर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जो कि प्रदर्शित करता है 20 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो एसिड के चुने हुए भौतिक और रासायनिक गुण यह भौतिक और रासायनिक गुण प्रोटीन की संरचना को निर्धारित करते हैं तो हमारे पास पोलर हो सकता था हमारे पास पोलर पॉजिटिव चार्ज हो सकता था पोलर नेगेटिव चार्ज हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक बीटा ब्रांच एलिफेटिक तो इन अमीनो एसिड के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का अमीनो एसिड आ सकता है क्या यह बाहर की तरफ प्रदर्शित होगा या अंदर की तरफ तो हमें प्रोटीन की थ्री डाइमेंशनल संरचना के बारे में 15 से 20 साल पहले कैसे पता चलता था जब प्रोटियोमिक्स जैसे कोई टूल नहीं थे तो प्रोटीन की संरचना नहीं पता थी लेकिन टू डाइमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस के क्षेत्र में काफी प्रगति होने के साथ फिर मास स्पेक टेंडम मास स्पेक सिस्टम एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी या एनएमआर कई प्रोटीन की संरचना को निर्धारित यानी क्रिस्टलाइज किया गया और उनकी संरचना का पता लगाया गया लेकिन फिर भी अभी बहुत संभावनाएं हैं प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन में शोध करने के लिए क्योंकि यह इतना आसान कार्य नहीं है तो यदि आप देखें हजारों और हजारों प्रोटीन जोकि मानवीय रोगों में शामिल हैं हमारे पास सिर्फ संरचना है प्रोटीन की थ्री डाइमेंशनल संरचना जोकि उनकी संख्या का दसवां भाग है क्योंकि यह बहुत ही कठिन है कि अपनी रुचि के प्रोटीन को बहुत ऊंची श्रेणी तक शुद्ध किया जा सके और फिर उसकी संरचना निर्धारित की जाए और थ्री डाइमेंशनल संरचना को पाया जाए तो सबसे पहला कदम प्रोटीन का शोधन करने में आपके पास है 2 डी जेल यह 2D 2 डायमेंशन कहलाता है 1 डाइमेंशन है जहां प्रोटीन आणविक भार की असमानता से अलग अलग होता है दूसरा डायमेंशन है आइसोइलेक्ट्रिक प्वाइंट आप सभी को पता है कि आइसोइलेक्ट्रिक प्वाइंट क्या है या वह पीएच है जिस पर प्रोटीन तटस्थ या न्यूट्रल होता है तो यदि आपके पास पीएच ग्रेडियंट है प्रोटीन चलना शुरू करता है अपने चार्ज के कारण और जब यह उस पीएच पर पहुंचता है जहां इसका चार्ज जीरो है यह रुक जाता है और फिर प्रोटीन अणु भार के आधार पर चलता है और पृथक होना शुरू होता है तो 2D जेल में हमें हजारों प्रोटीन अलग होकर मिल जाएंगे हम अपने रुचि का प्रोटीन उठा सकते हैं और फिर आप उसको मास स्पेक टेंडम मास स्पेक सिस्टम मास स्पेक मास स्पेक मालडी के साथ और इसी प्रकार में रख सकते हैं तो आपको अणु भार मिलता है बल्कि हम अमीनो एसिड की श्रंखला भी जान सकते हैं यानी अमीनो एसिड एक दूसरे के बगल में कैसे स्थापित हैं तो हमें इस पद्धति से जो की बहुत ही आसान है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना मिल सकती है यदि आप थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं तो जाहिर है हमें प्रोटीन को शुद्ध करना होगा शुद्धता या क्रिस्टलाइजेशन इतना आसान नहीं है एक बार आपके पास शुद्ध प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है तो आप उसे एक्स रे या एक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस से निकालते हैं यहां काफी कुछ दिलचस्प चल रहा है क्योंकि यह तरल अवस्था में होगा इसका मतलब है प्रोटीन घोल या सॉल्यूशन में हो सकता था क्योंकि इसको शुद्ध करना है तो इसके ज्यादा फायदे हैं तो हम शुद्धता की श्रेणी में बहुत नीचे तक जा सकते हैं और हम प्रोटीन की थ्री डाइमेंशनल संरचना पा सकते हैं फिर आपको प्रोटीन की एक्टिव साइट के बारे में जानने की आवश्यकता है कई बार जब वे प्रोटीन को शुद्ध करते हैं तो वह एक इन्हींबीटर या सबस्ट्रेट में रखते हैं और शुद्ध करते हैं तो जब आप क्रिस्टल संरचना को निर्धारित करते हैं तो हमें प्रोटीन साथ ही साथ लाइगैंड या सबस्ट्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा होता है की संरचना मिलती है तो एक लाइगैंड होने के बहुत अच्छे लाभ हैं क्योंकि ऐसे protein लाइगैंड समूह ज्यादा स्टेबल होते हैं अकेले प्रोटीन के मुकाबले क्योंकि एक्टिव साइट विफल हो सकती है यदि कोई लाइगैंड ना हो या प्रोटीन की एक्टिव साइट पर कोई सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ ना हो तो यह एक अच्छा उपाय है सामान्यतः लाइगैंड के साथ या सबस्ट्रेट को प्रोटीन के साथ जोड़कर शुद्ध करने का यह इसलिए भी अच्छा है जब हम डॉकिंग स्टडी कर रहे हैं या जब हम जानते हैं कि कहां सबस्ट्रेट या लाइगैंड जाकर जुड़ा है हम उसको एक्टिव साइट की तरह ले सकते हैं जब हम डॉकिंग कर रहे हैं हम उस लाइगैंड को हटा सकते हैं और एक नया मॉलिक्यूल रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या यह बेहतर जुड़ते हैं और दरअसल इसी प्रकार तो यह विभिन्न तरीके हैं जिनसे प्रोटीन की थ्री डाइमेंशनल संरचना का पता लगाया जाता है और जैसा मैंने कहा पिछले 15 या 20 सालों में प्रयोगात्मक टूल्स में प्रगति होने से कई और प्रोटीन अपने सबस्ट्रेट और लाइगैंड और ड्रग के साथ शुद्ध किए जा रहे हैं और क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जा रही है तो यदि आप पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक में जाते हैं आप बहुत सारे प्रोटीन देख पाएंगे और आप संरचनाएं देख पाएंगे और इसलिए यह बहुत ही दिलचस्प है इसको यहां देखना यदि हमारे पास यहां इंटरनेट है हम देख पाएंगे यह एक साइक्लोऑक्सीजनेस 2 है यह आप को साथ में और भी बहुत जानकारी देती है साथ ही वह रिफरेंस जहां से प्रोटीन डाउनलोड किया जाता है तो आप प्रोटीन की 3डी संरचना पा सकते हैं जो कि हमारे आगे के अध्ययन के लिए हम डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप डॉकिंग करना चाहते हैं उदाहरण के तौर पर तो हमारे पास पीडीबी स्ट्रक्चर या संरचना होना चाहिए यह कुछ बीटा लैकटमेज जैसे सिस्टम या प्रणाली हैं तो जैसा आप देख सकते हैं यह कहलाते हैं जैसा हम देख सकते हैं बीटा लैकटमेज के साथ मीरोपिनेम जो कि लाल रंग में है जो कि उससे जुड़ा है तो हम जानकारी ले सकते हैं और फिर हमें संरचना भी मिलेगी हम उस संरचना को खोज भी सकते हैं और कई ऐसे रेफरेंस हैं यहां हम प्रोटीन को घुमा भी सकते हैं जैसा आप यहां देख सकते हैं तो हम घुमा सकते हैं यह एक सॉफ्टवेयर जेएस मॉल है यह एंटीबायोटिक है तो बहुत ज्यादा जानकारी इस प्रोटीन के बारे में दी गई है और यह किसके साथ क्रिया करता है जैसा मैंने कहा यहां दो एंजाइम हैं एक कहलाता है साइक्लोऑक्सीजनेस 1और दूसरा कहलाता है साइक्लोऑक्सीजनेस 2 यह 1PTH है यह प्रोस्टाग्लैंडइन H2 सिंथेज है या कॉक्स जैसे यह कहलाता है आप देख सकते हैं एस्प्रिन जुड़ी हुई या आइए देखते हैं यह क्या है यह प्रोस्टाग्लैंडइन H2 सिंथेज है यह लाइगैंड है जो कि इस खास के साथ जुड़ते हैं लाइगैंड पॉकेट में है लाइगैंड उसके चारों तरफ की पॉकेट में हैं तो बहुत सारी जानकारी इससे ली जा सकती है यह स्पेस फिलिंग मॉडल है हम लाइगैंड देख सकते हैं या यहां यह पीले रंग तो यह पीडीबी एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोटीन डाटा बैंक या एक प्रोटीन डेटाबेस है यह बहुत सारे प्रोटीन की थ्री डाइमेंशनल संरचनाओं को रखता है हम कर सकते हैं यदि हम जानते हैं कि किस क्षेत्र में हमें काम करना है और यदि हमें पता है कि हमें कौन सा प्रोटीन चाहिए हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं और यह सब आधारित है उदाहरण के तौर पर इस प्रोस्टाग्लैंडइन H2 सिंथेज यह 1PTH कहलाता है लेकिन आपके पास एक भिन्न प्रोस्टाग्लैंडइन H2 सिंथेज भी यहां पाया जा सकता है यह निर्भर करता है कि कितने शोधकर्ताओं को क्रिस्टल संरचना मिली है मान लीजिए murine से या अन्य प्रजाति से और उन्होंने उसे दूसरे लाइगैंड दूसरे सबस्ट्रेट के साथ क्रिस्टलाइज किया है तो आपके पास इस प्रोस्टाग्लैंडइन H2 सिंथेज के कई रिफरेंस हो सकते हैं और आपके रूचि के क्षेत्र के अनुसार आप अपने रुचि वाले प्रोटीन की उस खास थ्री डाइमेंशनल संरचना को ले सकते हैं तो यह इस पीडीबी की खूबसूरती है तो यह एक बहुत ही उपयोगी है और हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं जैसे जैसे हम आगे जाएंगे क्योंकि प्रोटीन की थ्री डाइमेंशनल क्रिस्टल संरचना और प्रोटीन की एक्टिव साइट हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है डाकिंग सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करने के लिए और हम इस्तेमाल करने वाले हैं डॉकिंग सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोडॉक या स्विसडॉक जहां हमें इस खास प्रोटीन की 3D संरचना मिलती है और फिर विभिन्न ड्रग्स को देखते हैं और उनको एक्टिव साइट में रखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे डॉकिंग हो रही है तो इस प्रकार यह पीडीबी डेटाबेस प्रोटीन डेटाबैंक या प्रोटीन डाटाबेस हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तो हम टारगेट बेस्ड डिजाइन या डॉकिंग के सिद्धांत पर बाद की कक्षाओं में और चर्चा करेंगे अपना समय देने के लिए धन्यवाद